इस पाठ में हम प्रतिरोधक नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को देखते है जिसे पारस्परिकता के रूप में जाना जाता है अब हम उन उदाहरणों पर वापस जाते है जिनके लिए हमने दो पोर्ट मापदंडों के लिए सभी का मूल्यांकन किया था तो हमारे द्वारा मूल्यांकन किए गए परिपथों में से एक यह बहुत ही सरल परिपथ है बस प्रत्येक में 1 किलो ओम के दो प्रतिरोधक है और ये मापदंड सेट थे यह y आव्यूह z आव्यूह h आव्यूह और g आव्यूह है अब यहाँ जो दिलचस्प बात आपने देखी होगी है कि आधे विकर्ण तत्व अर्थात् y 1 2 और y 2 1 एक दूसरे के बराबर है इसी तरह z 1 2 और z 2 1 एक दूसरे के बराबर है और यदि आप अन्य दो मापदंडों को देखें तो h 1 2 h 2 1 के बराबर नहीं है लेकिन h 2 1 बिल्कुल h 2 1 है इसी तरह g 1 2 बिल्कुल g 2 1 है z 1 2 z 2 1 है y 1 2 y 2 1 है h 1 2 h 2 1 है और g 1 2 g 2 1 है तो मापदंड 1 2 और मापदंड 2 1 के बीच वहां कुछ संबंध प्रतीत होता है अर्थात् पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक और पोर्ट 2 से पोर्ट 1 तक ट्रांसमिशन के बीच में तो अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है बेशक z 1 1 और z 2 2 के लिए ऐसा कोई संबंध नहीं है वे मनमाने हो सकते है यहां भी वे एक दूसरे से काफी अलग है अब मापदंड 1 2 1 2 1 के बीच यह संबंध क्या यह एक संयोग है या यह नेटवर्क की कुछ विशेष प्रॉपर्टी है या निश्चित रूप से हमने ऐसे नेटवर्क भी देखे है जिनके लिए मैंने अभी जिस प्रॉपर्टी का उल्लेख किया है वह सच नहीं है उदाहरण के लिए यह एक दूसरा परिपथ है और इस मामले में निश्चित रूप से y 1 1 y 1 2 के बराबर नहीं है और z 1 1 z 1 2 के बराबर नहीं है और इसी तरह इसलिए उनके पास कुछ संख्याएँ है जो आवश्यक रूप से एक दूसरे के बराबर नहीं है इसलिए वहां इस मामले में फॉरवर्ड और रिवर्स के मापदंडों के बीच कोई विशेष संबंध नहीं दिखता है अब समय का सन्दर्भ लें 0256 गतिविधियों या असाइनमेंट के हिस्से के रूप में आपने अन्य नेटवर्क के दो पोर्ट मापदंडों के लिए हल किया होगा जिसमें केवल प्रतिरोधक होते है इस नेटवर्क और दूसरे वाले के बीच का अंतर जो हमने देखा वह यह है कि इस परिपथ में नियंत्रित स्रोत शामिल है जबकि इसमें नहीं है तो अब सवाल है क्या यह संयोग है या यह प्रतिरोधक नेटवर्क की कोई विशेष प्रॉपर्टी है यह पता चला है कि सभी प्रतिरोधक नेटवर्क में यह प्रॉपर्टी होती है आपने गौर किया होगा यह न केवल इस एक बल्कि अन्य समस्याओं से भी जिन्हें हमने हल किया है और यह पता चला है कि इसे पारस्परिकता के रूप में जाना जाता है अर्थात् यदि आपके पास विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक दो पोर्ट नेटवर्क है तो फॉरवर्ड ट्रांसमिशन और रिवर्स ट्रांसमिशन निकटता से संबंधित है यदि आप उन्हें y या z मापदंड के रूप में वर्णित करते है वे एक दूसरे के बराबर होते है और फिर g या h मापदंड वे एक दूसरे के ऋणात्मक होते है तो बाद में इस इकाई में हम पारस्परिकता प्रमेय को सिद्ध करेंगें तो अभी मैं केवल इसे बता रहा हूँ अब यहाँ मैंने विभिन्न मापदंड सेटों के बीच संबंध को सारणीबद्ध किया है इसलिए मैंने मापदंड 1 1 1 2 2 1 और 2 2 को सूचीबद्ध किया है और मैंने z मापदंड को अपने निरूपण के प्राथमिक साधन के रूप में लिया है और मैंने z मापदंड के रूप में अन्य सभी दो पोर्ट मापदंडों को निरूपित किया है उदाहरण के लिए यदि आप y 1 1 को देखते है यह आप 2 बाय 2 आव्यूह को व्युत्क्रमित करके कर सकते है y 1 1 निकल कर आता है z 2 2 बाय यह ∆ z अर्थ है z मापदंड आव्यूह का डिटरमिनेंट इसी प्रकार y 1 2 निकल कर आता है z 1 2 बाय ∆ ∆z y 2 1 है z 2 1 बाय ∆ z और y 2 2 है z 1 1 बाय ∆ z अब बात यह है कि आप स्पष्ट रूप से देखते है कि यदि z 1 2 z 2 1 तो y 1 2 भी y 2 1 के बराबर होगा अब ऐसा नहीं है कि एक परिपथ z मापदंड में पारस्परिक है लेकिन y मापदंड में नहीं है या अन्य मापदंड इसी तरह ये h मापदंड के लिए अभिव्यंजक है अब मैं देखूंगा केवल h 1 2 और h 2 1 h 1 2 है z 1 2 बाय z 2 2 और h 2 1 है z 2 1 बाय z 2 2 तो स्पष्ट रूप से यदि z 1 2 z 2 1 के बराबर होता है तो h 1 2 h 2 1 होगा इसलिए h मापदंड के रूप में यही पारस्परिकता की कंडीशन है इसी तरह यदि आप g मापदंडों को देखें g 1 2 है z 1 2 बाय z 1 1 और g 2 1 है z 2 1 बाय z 1 1 यदि z 1 2 z 2 1 तो स्पष्ट रूप से g 1 2 g 2 1 के बराबर होगा तो मैं यहाँ जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वह है पारस्परिकता नेटवर्क की एक प्रॉपर्टी है यह इस बात से संबंधित नहीं है कि आप नेटवर्क का वर्णन करने के लिए कौन से मापदंड को चुनते है तो पारस्परिकता एक दो पोर्ट नेटवर्क के फॉरवर्ड मापदंड और रिवर्स मापदंड के बीच कुछ विशेष संबंधों को संदर्भित करता है और यह अच्छा साबित होता है यानी कि पारस्परिकता अच्छी साबित होती है बिना जाने कि आप दो पोर्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस मापदंड सेट को चुनते है इसलिए स्पष्ट रूप से इन संबंधों से z 1 2 z 2 1 के बराबर है अर्थात् y 1 2 बराबर y 2 1 या h 1 2 के h 2 1 के बराबर होने के लिए या g 1 2 के g 2 1 के बराबर होने के लिए क्या यह ठीक है ये बहुत उपयोगी संबंध भी बन जाते है क्योंकि कई बार ये आपको कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के परिपथों को हल करने के लिए जबरदस्त शॉर्ट कट देते है अब एक और बात जो मैं बताना चाहता हूं वह है मान लीजिए कि z 1 2 0 हुआ अर्थात् z मापदंडों में कोई रिवर्स ट्रांसमिशन नहीं है फिर इसका अर्थ है कि रिवर्स ट्रांसमिशन मापदंड पर ध्यान दिए बिना चाहे आप किसी भी एक को चुनें y 1 2 h 1 2 और g 1 2 सभी 0 होंगें और ऐसा नेटवर्क जहां रिवर्स ट्रांसमिशन मापदंड 0 है यूनिलेटरल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है इसी तरह अगर z मापदंड में फॉरवर्ड मापदंड 0 है अर्थात् अगर z 2 1 0 है तो फॉरवर्ड मापदंड y 2 1 h 2 1 या g 2 1 भी 0 होंगें इसलिए ये प्रॉपर्टी यूनिलेटरल या पारस्परिक होने के कारण केवल नेटवर्क की एक प्रॉपर्टी है और यह अच्छा रहेगा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आप किस मापदंड सेट को नेटवर्क का वर्णन करने के लिए चुनते है एक पारस्परिक नेटवर्क पारस्परिक दो पोर्ट नेटवर्क अर्थ है कि फॉरवर्ड और रिवर्स मापदंड समान है और यदि आप z और y मापदंड या समकक्ष और g और h मापदंडों के विपरीत चुनते है अब यूनिलेटरल नेटवर्क यह है जब मान लें कि या तो फॉरवर्ड मापदंड 0 है इसका मतलब है कि वहां पोर्ट 2 से पोर्ट 1 पर एक नियंत्रण है लेकिन पोर्ट 1 से पोर्ट 2 पर नहीं या रिवर्स मापदंड 0 है जिसका अर्थ है कि वहां पोर्ट 1 से पोर्ट 2 पर नियंत्रण है और पोर्ट 2 से पोर्ट 1 पर नहीं बेशक यदि ये दोनों 0 है यदि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों मापदंड 0 है इसका मतलब है कि वहां पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच कोई संचार नहीं है आपके पास दो अलग अलग परिपथ दो अलग अलग प्रतिरोध भी हो सकते है एक पोर्ट 1 से जुड़ा है और दूसरा पोर्ट 2 से जुड़ा है बेशक यह एक बहुत दिलचस्प दो पोर्ट नेटवर्क नहीं है क्योंकि अगर वहां दो पोर्टों के बीच कोई संबंध नहीं है आप पूरी चीज को दो अलग अलग एक पोर्ट नेटवर्क के रूप में मान सकते है इसलिए मुख्य बात जिस पर मैं यहां पर जोर देना चाहता हूं वह है वहां कुछ प्रॉपर्टी जिसे पारस्परिकता कहा जाता है और एक अन्य को यूनिलेटरल कहा जाता है और ये असंबंधित है कि आप किस मापदंड सेट को चुनते है जिस किसी को भी आप चुनते है उन्हें समान ही निकल कर आना चाहिए और हम गौर करते है कि प्रतिरोधक नेटवर्क का फॉरवर्ड और रिवर्स मापदंडों के बीच कुछ विशेष संबंध है वे पारस्परिक प्रतीत होते है अर्थात् फॉरवर्ड ट्रांसमिशन की मात्रा रिवर्स ट्रांसमिशन की मात्रा जैसा कि मैंने कहा यह केवल एक संयोग नहीं है हमने जो विशेष उदाहरण चुना है उसके कारण यह प्रतिरोधक नेटवर्क की एक सामान्य प्रॉपर्टी है और हम इसे अगले पाठ में साबित करने जा रहे है